यह एक 3 फेज़ ग्रिड संयोजन टोपोलॉजी है हमने इस पर चर्चा की है और हमने इस टोपोलॉजी को अपने विभाग की छत पर कार्यान्वित किया है हमारे पास लगभग 25 किलोवाट के PV पैनल हैं और वे इसी टोपोलॉजी का उपयोग करके ग्रिड से जुड़े हैं इसलिए मैं विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करूंगा जो इन सभी खंडो को बनाने के लिए उपयोग में आते हैं जो आपको एक 3 फेज़ ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर को बनाने में क्या जाता है इसका अंदाजा देगा अब देखते हैं कि यह खंड यह PV मॉड्यूल छत के शीर्ष पर कहां स्थित है तो यह आकृति आपको दिखाती है PV पैनल को किस तरह से जोड़ा गया है यहाँ पैनल्स का एक सेट है और यहाँ पैनल्स का एक सेट है बाईं ओर जहां मेरा कर्सर के घूम रहा है यह लगभग 10 kW के पैनल्स है और वे इन्वर्टर से जुड़े व्यावसायिक ग्रिड से जुड़े हैं अब यहाँ 25 kW पैनल का एक सेट है जिसे डिज़ाइन और विकसित किया गया है इन्वर्टर पूरी तरह से छात्रों द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए गए हैं और फिर छात्रों द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं और यह पिछले दो वर्षों से ग्रिड में पावर डाल रहा है और इसे पावर प्रदान कर रहा है वह वही है जो मैं दिखा रहा हूं यह तस्वीर कैसे ली गई हम IoT इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का उपयोग करते हैं हां स्ट्रिंग का निरीक्षण करें स्ट्रिंग वास्तव में गुब्बारे से जुड़ा है उस पर कैमरा लगा हुआ है और वह कैमरा वास्तव में तस्वीर ले रहा है और तस्वीर को हमारे सर्वर पर वापस ला रहा है उसी छत का एक और परिप्रेक्ष्य है जिस एक को यहाँ जोड़ा गया है जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं ये 25 kW का सेट हैं ये 100 पैनल हैं प्रत्येक 250 W रेटिंग के ये उसी पैनल सेट का एक और कोण है जहाँ पैनल लगे होते हैं उसके नीचे की मंज़िल में एक कमरा होता है जिसे पावर रूम कहा जाता है जिसमें यह आता है और ग्रिड तक लिंक होता है यह वह जगह है जहां बिल्डिंग की ग्रिड है और यह पैनल है जो वास्तव में लाइन्स ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर से आने वाली पावर लाइन्स और वास्तविक ग्रिड को स्विच गियर के माध्यम से इंटरफ़ेस करता है और ग्रिड में कितनी मात्रा में पावर इनपुट किया जा रहा है इसके लिए पैमाइश यहां की जा रही है आप यह भी देखते हैं कि यहां स्विच है यहां 5 किलोवाट में पांच इन्वर्टर हैं और प्रत्येक इन्वर्टर से DSP बोर्ड के डेटा को ईथरनेट और सर्वर में इस स्विच के माध्यम से रूट किया जाता है और फिर हम हर दिन कितनी ऊर्जा डाल रहे हैं इसका डेटा लेते रहते हैं यह पावर पैनल है जो इन्वर्टर PV इन्वर्टर और ग्रिड से आने वाली पावर लाइन्स को इंटरफेस करता है यह वास्तव में इंटरफेस पैनल है ये रैक हैं 19 इंच की रैक प्रणाली जिस पर हमने इन्वर्टर रखा है आप देखते हैं कि यह एक इन्वर्टर है यहाँ एक और इन्वर्टर है एक और इन्वर्टर है इस रैक में भी इन्वर्टर हैं इस रैक में दो इन्वर्टर हैं हमने यहां एक रणनीति बनाई है कि हम इसे रैक मॉड्यूलर के रूप में बनाते हैं ताकि हम अतिरेक कर सकें और अगर कुछ भी विफल हो जाता है तो भी मरम्मत के उद्देश्य के लिए हम केवल उस इन्वर्टर को निकाल सकते हैं जो कार्यात्मक नहीं है उसकी मरम्मत करें और वापस रख दें और हमने इसे 19 इंच के मानकों का उपयोग करके बनाया है तो यह वह जगह है जहां प्रत्येक इन्वर्टर 5 किलोवाट है उनमें 5 हैं इसलिए पूरा 25 किलोवाट इसे ग्रिड में डाला जा रहा है कुछ थर्मल डिजाइन भी है जो किया गया है आप देख रहे हैं कि एक डक्ट है जो अंदर आ रहा है AC डक्ट की तरह जो रैक प्रणाली में हवा ताजी हवा को देता है नीचे की तरफ ब्लोअर लगे होते हैं जो ऊपर को हवा उड़ाते हैं ऊपर पंखे होते हैं जो हवा को खींचेंगे और फिर बाहर धकेलेंगे आप डक्ट को बाहर जाते हुए देख सकते हैं तो थर्मल संबंधित बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गर्म हो सकते हैं 25 किलोवाट और यहां तक कि अगर 10 हानि होती है तो आप 2 kW पावर की हानि की बात कर रहे हैं जो बहुत गर्म हो सकती है और आप यहां ट्रांसफॉर्मर देखते हैं यहां हमने अलग अलग इंडक्टर्स का उपयोग नहीं किया है हमने ट्रांसफॉर्मर के लीकेज इंडक्टेंस का ही उपयोग किया है और उन्हें ग्रिड और इन्वर्टर को इंटरफेस करने के लिए इंटरफेस घटक के रूप में उपयोग करते हैं कोई विशेष इंडक्टर नहीं बनाया गया है ट्रांसफॉर्मर आइसोलेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं यहां ट्रांसफार्मर्स का दृश्य है वे 3 फेज़ ट्रांसफॉर्मर हैं वे 5 हैं 1 2 3 यहां और 2 दूसरी तरफ हैं यह तस्वीर है जिसमें रैक का दरवाजा खुला हुआ है तो आप देखते हैं कि यह 19 इंच का खंड है और ऊंचाई 100 मिमी है कार्ड्स 100 मिमी के है अब विभिन्न कार्ड्स को अनुभागों में डाला गया है प्रत्येक एक इन्वर्टर है DC बस कपैसिटर आपको यहां फैन ब्लोअर दिखाई देंगे जो नीचे से हवा ले रहा है और फिर इसे ऊपर धकेल रहा है इसे रैक के माध्यम से ऊपर धकेल रहा है और शीर्ष पर फैन का एक और सेट है जो हवा को खींचेगा और बाहर धकेलेगा यह ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर की एक और पास से ली हुई तस्वीर है यह वह जगह है जहां मुख्य DSP नियंत्रक बोर्ड स्थित है आप ईथरनेट की तार को देखते हैं जो इस स्विच में जा रही है और यहां एक छोटा डिस्प्ले है DC बस कपैसिटर और यहां विभिन्न कार्ड्स प्रत्येक खंड एक कार्ड है मैं आपको यह समझाऊंगा कि वे कार्ड्स क्या हैं यह रैक का पिछला भाग है रैक के पीछे की तरफ आपको हीट सिंक दिखाई देता है IGBTs लगाए गए है 1200 V 75 A के IGBT's हीट सिंक पर लगाए गए हैं और हीट को स्पिंस प्लस कृत्रिम ठंडी हवा जो की ब्लोअर डक्ट और ब्लोअर के ज़रिये से रैक में से बह रही है के माध्यम से अलग थलग किया जाता है यहां DIN रेल प्रणाली है और हम एल्मेक्स कनेक्टर का उपयोग करते हैं और बहुत सारी वायरिंग करनी पड़ सकती है यह प्रत्येक इन्वर्टर के पीछे की तरफ की पास ली गई एक छवि है तो आप देखते हैं कि DIN रेल और एल्मेक्स कनेक्टर फेरुल्स भागों का नामकरण तारों का नामकरण करना वे सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए जब आप इन्वर्टर खोलते हैं जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो आप कार्ड की व्यवस्था देखेंगे इस तरह और प्रत्येक खंड एक कार्ड है और कार्ड 19 इंच के मानक से बना है वे ऊंचाई में 100 मिमी हैं और गहराई में भिन्नता हो सकती है बैक प्लेन बस भी है जो IGBT से जुड़ी है IGBT पीछे से जुड़ा है और फिर हीट सिंक से तो आप देखते हैं कि वहाँ विभिन्न कार्ड्स हैं हमने जो कार्ड्स इस्तेमाल किये हैं वे क्या हैं आइए मैं आपको इस कार्ड्स की तस्वीरें दिखाता हूं यहां आपके पास सेंसर कार्ड हैं यह DSP बोर्ड है मुख्य नियंत्रण बोर्ड है ये तीनों गेट ड्राइव हैं प्रत्येक कार्ड में आपके पास प्रत्येक आर्म के ऊपर और नीचे के लिए गेट ड्राइव है तो आपके पास छह IGBT's के लिए तीन कार्ड्स हैं प्रयोगशाला के मेज पर विभिन्न कार्ड्स के परीक्षण के लिए सेटअप है ग्रिड इन्वर्टर को रैक में डालने से पहले प्रयोगशाला बेंच पर परीक्षण करना होता है यह नियंत्रण बोर्ड है तो यह TMS320f28x श्रृंखला है DSP प्रोसेसर है जिसका हमने उपयोग किया है यहां पावर सेक्शन हैं जो पावर देता हैं जो पूरे बोर्ड के लिए हाउस कीपिंग पावर रखता है यह एनालॉग खंड के लिए यहां 18 वोल्ट 33 वोल्ट 5 वोल्ट ±12 वोल्ट उत्पन्न करता है वह सब पावर सेक्शन द्वारा किया जाता है यह DSP का भाग है यह गेट ड्राइव कार्ड है एक गेट ड्राइव कार्ड में 2 गेट ड्राइव हैं एक शीर्ष MOSFET के लिए एक नीचे MOSFET के लिए वे अलग अलग गेट ड्राइव हैं तो यह हिस्सा यह आधा एक स्विच के लिए है यह हिस्सा दूसरे स्विच के लिए है यह एक सेंसर कार्ड है जो वोल्टेज को सेंस करता है तो यह आउटपुट वोल्टेज को सेंस करता है याद रखें कि हमें आउटपुट वोल्टेज va vb vc को सेंस करने की जरूरत है और हमें उन कर्रेंटस ia ib और ic को भी समझने की जरूरत है जिन्हें ग्रिड में दिया जा रहा है तो वोल्टेज को सेंस करने के लिए आपको एक सेंसर कार्ड की आवश्यकता होती है ग्रिड के करंट इंजेक्शन को सेंस करने के लिए आपको एक सेंसर कार्ड की आवश्यकता होती है तो यह बोर्ड वास्तव में va vb vc सेंस कर रहा है यह सेंसर कार्ड वोल्टेज सेंसर कार्ड है तो यह एक और सेंसर कार्ड है यह करंट ia ib ic सेंस करने के लिए है तो ये हॉल सेंसर हैं और हम तीन ग्रिड कर्रेंटस को सेंस कर रहे हैं जो की दिए जा रहे है यह देखें कि इस खंड आरेख के संबंध में यह सब भाग जिसे मैं इस माउस के साथ स्वीप कर रहा हूं यह सभी भाग नियंत्रण कार्ड DSP प्रोसेसर के भीतर है गेट ड्राइव एक कार्ड है जिसे मैंने अभी तीन लाइन्स द्वारा दिखाया है एक कार्ड है वोल्टेज सेंसिंग एक कार्ड है हमने इन्वर्टर को देखा हमने ट्रांसफॉर्मर को देखा अब यह सभी भाग DSP बोर्ड गेट ड्राइव और सेंसर बोर्ड और सेंसर कार्ड इन सभी कामकाज के लिए पावर की जरूरत है तो एक इनपुट पावर है जो ग्रिड की तरफ से खींची गई है और इसे 15 वोल्ट तक नीचे ले जा रही है और फिर विभिन्न कार्ड्स को सप्लाई कर रही है और उन बिंदुओं से स्थानीय पावर सप्लाई उत्पन्न होती है उदाहरण के लिए DSP बोर्ड को 33 वोल्ट 18 वोल्ट 5 वोल्ट की आवश्यकता हो सकती है तो उस 15 वोल्ट से स्थानीय पावर सप्लाई उत्पन्न होती है जो प्रत्येक कार्ड को दी जाता है इसलिए पूरे नियंत्रण सर्किट के लिए हाउस कीपिंग पावर सप्लाई सिंगल कार्ड द्वारा उत्पन्न होती है मैं आपको वह दिखाऊंगा यह पावर सप्लाई कार्ड है तो यह आपको सिंगल आउटपुट देता है जो विभिन्न बोर्ड्स को दिया जाता है और विभिन्न बोर्ड इस बोर्ड आउटपुट से आने वाली पावर से स्थानीय पावर सप्लाई उत्पन्न करते हैं तो उस तरह आप देखते हैं कि वहां विभिन्न घटक हैं तो यह केवल एक टोपोलॉजी है और इसके बाद हमें सर्किट स्कीमैटिक बनाना होगा फिर उसके बाद जो चीजें सर्किट स्कीमैटिक में परिलक्षित नहीं होंगी जैसे थर्मल मुद्दे यह एक अलग कोण है जिसे हमें देखना होगा फिर वायरिंग वायरिंग आरेख यह एक और कोण है जिसे आपको देखना है संलग्नक जिसे डिज़ाइन किया गया है इन सभी को एकीकृत करने की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन अभियंता बिजली के तार वाले लोगों संलग्नक यांत्रिक लोगों थर्मल लोगों के लिए बहुत काम है इन सभी लोगों को इस अच्छी अद्भुत प्रणाली को बनाने के लिए सहयोग और समन्वय करना चाहिए इसलिए यह सब छात्रों के विभिन्न समूहों द्वारा किया गया था उन्होंने एक टीम के रूप में सहयोग किया और साथ में इस विशेष परियोजना को बनाया और फिर पिछले दो वर्षों से यह स्थानीय परिसर ग्रिड को हर दिन लगभग 60 से 100 यूनिट्स वितरित कर रहा है